सवाल यह है कि आप धारणा को कहां शामिल करना चाहते हैं और जब आप धारणा को शामिल करना चाहते हैं सामान्यीकृत मॉडल लिखने के बाद आप धारणा को शामिल कर सकते हैं अब इस सामान्यीकृत मॉडल में यह धारणा शामिल नहीं है कि क्रॉस सेक्शनल ग्रेडिएंट बहुत कम है और ऐसा करने का यह तरीका है आप लाप्लासियन में दूसरे क्रम के व्युत्पन्न की मनमाने ढंग से उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि सीमा की स्थिति अब अलग होने जा रही है और इसे देखने का तरीका इसकी सराहना करने का तरीका यह है मैं शायद आप सभी से 2 अलग अलग प्रकार की समस्याओं के समाधान पर एक नज़र डालने का आग्रह करूंगा एक यह है कि आप एक प्रसार ऑपरेटर लेते हैं और आप एरो सीमा की स्थिति डालते हैं - डिरिचलेट या शून्य सीमा की स्थिति और आप एक ही समस्या लेते हैं शून्य प्रवाह सीमा की स्थिति डालते हैं और आप एक ही अंतर ऑपरेटर लेते हैं और फ्लक्स सीमा की स्थिति डालते हैं कुछ इस तरह और आपको अपने आप को यह विश्वास दिलाना होगा कि इन तीनों में आपको मिलने वाले समाधान की प्रकृति बिल्कुल अलग है खासकर तीसरे मामले में यह पूरी तरह से अलग होगा यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे बता दूं तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस समस्या को हल करके स्वयं को आश्वस्त करें आप d वर्ग T d x वर्ग बराबर 0 से 3 प्रकार की सीमा शर्तों के साथ हल करते हैं आप कह सकते हैं T को x बराबर 0 बराबर T पर x बराबर 1 बराबर 0 यानी 1 समस्या है और फिर आप कहते हैं dTdx को x बराबर 0 बराबर dT dx को x बराबर L बराबर 0 यह दूसरी समस्या है और तीसरा है dT dx को x बराबर 0 बराबर कुछ h गुणा h k गुणा T पर x बराबर 0 माइनस T अनंत और dT dx h L गुणा T को x बराबर L माइनस T अनंत यह तीसरी समस्या है सैद्धांतिक रूप से मिश्रित सीमा स्थितियां हो सकती हैं आपको वास्तव में उसे भी हल करने का प्रयास करना चाहिए और आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि इन 3 वर्गों की समस्याओं का समाधान पूरी तरह से अलग है और वास्तव में यदि आप इसे समझते हैं यही कारण है कि आप इस धारणा को सीधे सामान्यीकृत मॉडल में शामिल नहीं कर सकते हैं और यह इस धारणा को शामिल करने का सही तरीका है कि रेडियल दिशा में ग्रेडिएंट 0 है खासकर जब आपके पास इस तरह की कन्वेक्शन या प्रवाह सीमा की स्थिति होती है यदि आपके पास इन 2 प्रकार की सीमा की स्थिति है तो आप मान लेंगे कि आप सीधे ग्रेडियेंट को अनदेखा कर सकते हैं और आप इन 3 प्रकार की समस्याओं के समाधान की प्रकृति के कारण गलती नहीं करेंगे यह एक बहुत अच्छा व्यायाम है आप सभी को वास्तव में इन 3 प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए और आप लगभग सभी इंजीनियरिंग प्रणालियों में इन 3 वर्गों की समस्याओं को देखेंगे जो आप इस कार्यक्रम में देखेंगे और शायद कहीं और भी यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार की अवकल समीकरण समस्या है जिसे आप कई इंजीनियरिंग प्रणालियों में देखेंगे और इसके कुछ बहुत अच्छे कारण हैं मैं इसमें नहीं पड़ूंगा लेकिन बहुत अच्छे कारण हैं कि समस्याओं के ये वर्ग लगभग सभी प्राकृतिक प्रणालियों में दिखाई देंगे जिन्हें आप मॉडल करने का प्रयास करेंगे यदि पक्षानुपात यथोचित रूप से अच्छा है तो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के तापमान को एक समान मानना उचित और यथार्थवादी बात नहीं है यदि पहलू अनुपात बहुत छोटा है तो आप मान सकते हैं कि तापमान लगभग एक समान है अब ज़ाहिर है आपको यह मानने की ज़रूरत नहीं है कि एक समान होना चाहिए यह समस्या को हल करने के लिए आपके जीवन को आसान बनाता है बस इतना ही अब आप सैद्धांतिक रूप से पूरी समस्या ले सकते हैं और पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इस समीकरण से आपको जो हल मिलेगा वह बहुत अलग नहीं होगा यदि आप यह शर्त लगाते हैं कि क्रॉस सेक्शन में तापमान लगभग एक समान है यह मायने नहीं रखता है आप किसी भी तरह से जा सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सामान्यीकृत समीकरण से शुरू कर सकते हैं और फिर आप एकीकृत कर सकते हैं आपको बिल्कुल वही मिलेगा और आप इससे शुरू कर सकते हैं आप कर सकते हैं आप मॉडल बनाते समय मान्यताओं को शामिल करते हैं आपको बिल्कुल वही समीकरण मिलेगा कोई बात नहीं होगी और वास्तव में इंटीग्रल संतुलन के बारे में आपकी कुछ बातें यहां पहले से ही शामिल हैं जब आप एक इंटीग्रल संतुलन लिखते हैं तो ठीक यही आप करते हैं ठीक है तो आइए हम उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक को लें क्या होता है यदि A x स्थिर है इससे पहले हमें वास्तव में इस समस्या की सीमा शर्तों पर जाना चाहिए तो सिद्धांत रूप में चार अलग अलग संभावित सीमा स्थितियां हो सकती हैं एक है जाहिर है आपके पास फ्लक्स सीमा की स्थिति हो सकती है dT dx पर x बराबर L होगा T पर x बराबर L माइनस T अनंत है तो यह एक संभावित सीमा शर्त है जिसका आप स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं जैसे कि इस क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र से ऊष्मा हस्तांतरण कैसे हो रहा है आप उम्मीद करेंगे कि ऊष्मा हस्तांतरण फिन के दूसरे किनारे से भी होगा अब दूसरी संभावित सीमा शर्त यह है कि कोई प्रवाह नहीं है हो सकता है कि वह खंड इंसुलेटेड हो इसलिए यदि सीमा कुछ इन्सुलेटर के साथ इन्सुलेट की जाती है तो कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता है यानी आप फिन के दूसरे छोर पर एक एडियाबेटिक स्थिति लगाते हैं और फिर तीसरा यह है कि आप एक स्थिर संदर्भ समय 0552 सीमा शर्त लगा सकते हैं तो यह बहुत ही असंभव है लेकिन केवल काल्पनिक मामले के लिए आप मान सकते हैं कि T के x बराबर L कुछ स्थिर तापमान है कुछ उदाहरण हैं लेकिन वे उतने नहीं हैं और चौथा जो आम तौर पर कुछ मानकीकरण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है तो मान लीजिए कि यदि फिन अपरिमित रूप से लंबा है अपरिमित रूप से लंबा फिन है तो सीमा की स्थिति क्या होगी यदि फिन अपरिमित रूप से लंबा है आप कोशिश करना चाहते हैं यदि यह फिन अपरिमित रूप से लंबा है और यदि फ्लूअड का तापमान अनंत है तो आप क्या उम्मीद करेंगे T बराबर T अनंत तो आप उम्मीद करते हैं कि T के x बराबर L L का झुकाव अनंत की ओर बराबर T अनंत होगा तो वह सिर्फ मानकीकरण उद्देश्यों के लिए आप कभी भी ऐसी आदर्श स्थिति हासिल नहीं कर पाएंगे चाहे वह कितनी भी लंबी अवधि की हो लेकिन यह सिर्फ मानकीकरण उद्देश्यों के लिए है इस तरह की सीमा शर्त निर्धारित की गई है तो आगे हम एक विशिष्ट मामले पर जाते हैं जहां तो मान लीजिए कि हम मानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या स्थिर है जिसका अर्थ है कि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र समान है और इसलिए घुमावदार सतह क्षेत्र वास्तव में एक सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्र है तो यह समीकरण सरल होगा जिसका अर्थ है कि dAc x dx 0 है जिसका अर्थ है कि x के संबंध में क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का ग्रेडिएंट 0 है क्योंकि यह एक स्थिरांक है और इसलिए हम इस समीकरण को d वर्ग T dx वर्ग बराबर जो कि h kAc T माइनस T अनंत से कम कर सकते हैं निरंतर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के लिए dAs dx क्या है यह है यह 2 pi r परिमाप है है ना यह परिमाप है तो यदि P परिमाप है P उस फिन की परिमाप है जिस पर आप विचार कर रहे हैं और वह होना चाहिए जो dAs dx के बराबर होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल में परिवर्तन ऊष्मा परिवहन के लिए सतह क्षेत्र केवल उस विशेष फिन की परिमाप है मैं इस समीकरण को कैसे हल करूं क्या यह पूर्ण है क्या मुझे समीकरणों को हल करने के लिए कुछ और जानने की आवश्यकता है मैं सीमा की स्थिति को ठीक से जानता हूं तो अगर मैं सीमा की शर्त निर्दिष्ट करता हूं कि x के बराबर 0 आधार का तापमान है ठीक है तो ध्यान दें कि फिन एक आधार सतह से जुड़ा हुआ है और इसलिए यदि आधार सतह का तापमान निर्दिष्ट किया जाता है तो वह x बराबर 0 पर सीमा की स्थिति होने जा रही है और मैं कह सकता हूं कि T अगर मुझे लगता है कि एक कन्वेक्शन सीमा की स्थिति है इसलिए यदि मैं इस सीमा शर्त को निर्दिष्ट करता हूं तो हम समीकरण को हल कर सकते हैं हम इस समीकरण को कैसे हल करते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं यह उतना कठिन नहीं है कुछ एक्स्पोनेन्शल तो आप कहते हैं कि थीटा T माइनस T अनंत है आप एक प्रतिस्थापन करते हैं और फिर यह d वर्ग थीटा d x वर्ग के बराबर हो जाएगा अगर मैं इसे m वर्ग m वर्ग थीटा कहता हूं और यह थीटा पर x बराबर 0 है T b माइनस T अनंत है जिसे मैं थीटा b कह सकता हूं तो क्या मैंने इसे ठीक किया तो T है थीटा T माइनस T अनंत है तो और फिर माइनस k d थीटा dx के x बराबर L जो कि h गुणा थीटा के बराबर है यह बहुत आसान है और आप इसे हल कर सकते हैं यह एक एक्स्पोनेन्शल समाधान है यह एक आईगन मूल्य समस्या की तरह है इस अवकल समीकरण के आईगन मान क्या हैं आईगन कार्य करता है आईगन फ़ंक्शन e पावर हैं हाँ प्लस m x और माइनस m x है तो आप आईगन मूल्य समस्या को हल कर सकते हैं और सीमा की स्थिति को प्रतिस्थापित कर सकते हैं मैं अभी आपको अंतिम रूप दूंगा तो थीटा x थीटा b यह आधार तापमान है कॉस mL माइनस x प्लस h m गुणा k गुणा सिन हाइपरबोलिक m L माइनस x कॉस हाइपरबॉलिक m L प्लस h m k सिन हाइपरबॉलिक m L के अनुपात से दिया जाता है तो यही उपाय है और प्रोफ़ाइल होगी तोथीटा b वह प्रोफ़ाइल है जिसकी आप अपेक्षा करेंगे तो यही वह प्रोफ़ाइल है जिसकी आप इस समाधान से अपेक्षा कर सकते हैं और वास्तव में आपको जाकर इसकी प्लाट रचनी चाहिए और देखना चाहिए यदि आप जानते हैं कि कोसाइन हाइपरबॉलिक और सिन हाइपरबॉलिक फंगक्शन कैसे दिखते हैं तो इसे पढ़ना स्पष्ट है अगर तुम्हें मालूम नहीं है मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अभ्यास है कि कोसाइन और सिन हाइपरबोलिक का प्लाट रचें और खुद को समझाएं कि इस तरह की समस्या का यही समाधान है ठीक है तो अब हमने कहा कि जब हमने इस विस्तारित सतह की समस्या शुरू की तो हमने कहा कि विस्तारित सतह का उद्देश्य अनिवार्य रूप से ऊष्मा हस्तांतरण दर को बढ़ाना है इसलिए हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि फिन द्वारा स्थानांतरित की जाने वाली कुल ऊष्मा क्या है तो यह वही है यह रुचि की मात्रा है जो उस समस्या को मापने वाला है जिसे आप देख रहे हैं तो हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि कुल ऊष्मा हस्तांतरण दर क्या है हम इसे कैसे ढूंढते हैं हम कुल ऊष्मा अंतरण दर कैसे ज्ञात करते हैं जो कि फिन द्वारा पहुँचाई गई ऊष्मा की कुल मात्रा है तो ध्यान दें कि दो प्रक्रियाएं हैं एक यह कन्डक्शन द्वारा स्थानांतरित हो रहा है और फिन के दूसरे छोर से ऊष्मा खो रही है और ऐसा करते समय यह एक साथ कन्वेक्शन का ऊष्मा मार्ग भी खो रहा है तो हम कुल ऊष्मा अंतरण दर कैसे ज्ञात करते हैं उन्हें माना जाता है कैसे तो कोई h गुणा d A s गुणा T माइनस T अनंत में एकीकृत कर सकता है ठीक है पूरे फिन में तो यह आपको हस्तांतरित होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा देगा तो ऐसा करने का यह एक तरीका है लेकिन तो ध्यान दें कि मैंने हमेशा आपसे कहा था कि आपको अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करना चाहिए तो ऐसा करने का एक सहज सरल तरीका है तो हम मानते हैं कि यह प्रणाली स्थिर अवस्था में है ठीक है अर्थात यह प्रणाली स्थिर अवस्था में है तो अगर यह स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब है कि तापमान प्रोफ़ाइल स्थिर रहती है है ना यह समय के साथ नहीं बदलता है तो जो भी ऊष्मा तो मान लीजिए कि यह मेरा फिन है यह मेरा फिन है क्योंकि मैं एक स्थिर अवस्था की स्थिति लगाता हूं और अंदर कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है इसलिए जो भी ऊष्मा वास्तव में आधार पर फिन को स्थानांतरित की जाती है वह कुल ऊष्मा के बराबर होनी चाहिए जो स्थानांतरित की जा रही है यह एक बहुत ही सरल संदर्भ समय 1456 साधारण बात है वहाँ हैं क्या यह सबके लिए स्पष्ट है आधार से फिन में स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा जो भी हो वह ऊष्मा की कुल मात्रा होनी चाहिए जिसे फिन स्थानांतरित करने में सक्षम है क्योंकि मैंने कहा था कि यह एक स्थिर स्थिति है इसलिए तापमान प्रोफ़ाइल को बनाए रखना होगा तो जो भी ऊष्मा आती है वह वास्तव में बाहर निकलनी चाहिए अन्यथा तापमान प्रोफ़ाइल बदलने वाली है हमारी धारणा मान्य नहीं है इसलिए हमारे द्वारा की गई धारणा को संतुष्ट करने के लिए कि यह स्थिर स्थिति में है ऊष्मा हस्तांतरण की कुल मात्रा को खोजने का एक सहज तरीका है ऊष्मा की मात्रा क्या है जो वास्तव में आधार से x बराबर 0 फिन में स्थानांतरित होती है और वास्तव में यदि आप एकीकृत करते हैं तो आप पाएंगे कि यह बिल्कुल वैसा ही होगा और वह होगा मैं आपको अभिव्यक्ति दूंगा तो वह माइनस k होगा तो फिन qf द्वारा स्थानांतरित की जाने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा माइनस k क्रॉस सेक्शनल एरिया में d T dx x के बराबर 0 है तो वह मात्रा है ऊष्मा जो फिन को x के बराबर 0 पर स्थानांतरित की जाती है और यह स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा के बराबर होनी चाहिए तो यह बराबर होगा और वह थीटा b वर्गमूल का h P k k A c गुणा सिन हाइपरबोलिक m L प्लस h mk गुणा कॉस हाइपरबोलिक m L कॉस हाइपरबोलिक m L प्लस h mk सिन हाइपरबोलिक m L करना चाहिए तो वह कुल राशि है तो ध्यान दें कि यह स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा है स्थानीय ऊष्मा अंतरण दर स्थिर नहीं है तो प्रतिरोध को याद रखें जब हमने प्रतिरोधों के बारे में चर्चा की जब भी स्थानीय स्थान पर ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा का नुकसान होता है जिस ठोस से आप देख रहे हैं वहां की कुल ऊष्मा स्थानीय ऊष्मा हस्तांतरण दर अब स्थिति का एक फंगक्शन होने जा रहा है और वास्तव में इस अभिव्यक्ति में इस प्रकार का संकेत दिया गया है तो ध्यान दें कि कुल ऊष्मा परिवहन दर अब उस फिन की लंबाई का एक कार्य है जिस पर आप विचार कर रहे हैं यदि इसे स्थिर रहना है तो लंबाई की परवाह किए बिना ऊष्मा हस्तांतरण दर बिल्कुल समान होनी चाहिए यह सच नहीं है तो यह लंबाई और प्रकार का एक फंगक्शन है यह कुल ऊष्मा परिवहन दर में प्रतिबिंबित होता है इसलिए यदि आप फिन की लंबाई जानते हैं तो आपको यह गणना करने में सक्षम होना चाहिए कि ऊष्मा की कुल मात्रा क्या है वह विशेष फिन वास्तव में आधार से स्थानांतरित हो सकता है और यह एक महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर है तो आपके पास यदि आप चाहते हैं यदि आप जानते हैं कि आप कितनी ऊष्मा को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आप इस अभिव्यक्ति का उपयोग फिन की लंबाई को डिजाइन करने के लिए कर सकते हैं तो यह अक्सर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है जिसे आपको खोजना होता है एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा परिवहन दर प्राप्त करने के लिए आपको फिन की लंबाई क्या उपयोग करनी होगी क्या यह सबके लिए स्पष्ट है इसलिए मैं आपको अन्य प्रकार की सीमा शर्तों के लिए केवल भाव दूंगा लेकिन मैं आपको उन्हें प्राप्त करने और खुद को समझाने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करूंगा तो मान लीजिए कि आप कोई फ्लक्स सीमा शर्त का उपयोग नहीं करते हैं तो यह दूसरी प्रकार की सीमा स्थिति है dT dx पर x बराबर L 0 है और समाधान थीटा थीटा b कॉसh mL माइनस x कॉसh mL किया जाएगा और कुल ऊष्मा अंतरण दर qf को h p k गुणा Ac के वर्गमूल द्वारा थीटा b गुणा टैनh mL में दिया जाता है और तीसरी सीमा की स्थिति के लिए जहां आपके पास एक निश्चित तापमान है जो कि थीटा x बराबर L है थीटा L है समाधान थीटा थीटा b बराबर थीटा L थीटा b गुणा सिन हाइपरबॉलिक m x प्लस सिन हाइपरबॉलिक mL माइनस x सिन mL किया जाता है और चौथे प्रकार की सीमा की स्थिति के लिए जहां आपके पास लंबा फिन है अपरिमित रूप से लंबा फिन तो थीटा पर x अनंत की ओर झुकाव जो कि 0 के बराबर है यानी दूसरे छोर पर तापमान फ्लूअड के तापमान के बराबर है तो उस स्थिति थीटा थीटा b को केवल घातीय माइनस mx द्वारा दिया जाता है और qf के वर्गमूल hPkAc गुणा थीटा b में दिया जाता है तो वे चार अलग अलग समाधान हैं और मैं आप सभी को वास्तव में इन भावों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और स्वयं को यह विश्वास दिलाऊंगा कि यही समाधान है तो एक और परिभाषा है और परिभाषा के लिए कुछ अभिव्यक्ति इसके साथ हम आज के व्याख्यान को समाप्त करेंगे जिसे क्षमता कहा जाता है तो ध्यान दें कि जब हमने कहा था कि फिन का उद्देश्य मूल रूप से ऊष्मा हस्तांतरण दर को बढ़ाना है इसलिए डिजाइन के दृष्टिकोण से क्षमता नामक मात्रा को परिभाषित करना उपयोगी है मैंने जो फिन डिजाइन किया है वह कितना कुशल है क्या मैं क्षमता की गणना कर सकता हूं और पता लगा सकता हूं कि क्या इसलिए यदि मैं दो अलग अलग फिन्स की तुलना करना चाहता हूं वास्तविक कुल ऊष्मा हस्तांतरण दर की तुलना करने के बजाय फिन की क्षमता की तुलना करना उपयोगी है कि डिजाइन किया गया है तो इसलिए एक फिन की क्षमता को मूल रूप से कुल ऊष्मा परिवहन दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि ऊष्मा की कुल मात्रा है जिसे फिन द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है जिसे अधिकतम संभव ऊष्मा से विभाजित किया जा सकता है अधिकतम संभव ऊष्मा से विभाजित किया जा सकता है उसी फिन द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है qmax क्या है हम अधिकतम संभव कैसे पा सकते हैं तो आइए थोड़ा अलग प्रश्न करें हम किसी दिए गए ज्यामिति के फिन से अधिकतम ऊष्मा हस्तांतरण कब प्राप्त कर सकते हैं हम कब कर सकते हैं कब कर सकते हैं हमें अधिकतम ऊष्मा परिवहन दर कब मिल सकती है किन शर्तों के तहत लेकिन वह है यह एक अनंत लंबे फिन की तरह है आप इसे कभी हासिल नहीं करने जा रहे हैं वास्तव में यदि दायें छोर पर तापमान T अनंत है तो तापमान प्रवणता या कन्वेक्शन के लिए प्रेरक बल फिन के अंत में लगभग 0 होता है तो जिसका अर्थ है कि फिन का अंत लगभग किसी काम का नहीं है किसी भी ऊष्मा परिवहन दर को तापमान ग्रेडीअन्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि प्रेरक बल है तो यदि फिन के अंत में तापमान फ्लूअड तापमान के बराबर है तो इसका कोई फायदा नहीं है तो आप एक ऐसी प्रणाली को डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं जहाँ आपके फिन के कुछ हिस्सों में 0 प्रेरक बल होने वाला हो जो कि बेकार है यह पैसे की बर्बादी है तो हम अधिकतम कैसे प्राप्त करते हैं जब आप अधिकतम ऊष्मा हस्तांतरण दर प्राप्त करते हैं यह काल्पनिक है कि आप इसे तापमान प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं लगातार कहाँ पूरी लंबाई के दौरान वह स्थिरांक क्या है यह बराबर है यह आधार तापमान के बराबर है तो एक फिन का उद्देश्य क्या है एक फिन का उद्देश्य ऊष्मा को आधार से तरल पदार्थ में स्थानांतरित करना है जब आप अधिकतम ऊष्मा हस्तांतरण दर प्राप्त कर सकते हैं जब फिन में तापमान स्थिर होता है और न केवल किसी स्थिरांक पर आधार के तापमान के बराबर हो क्योंकि वह अधिकतम संभव ऊष्मा है जिसे आप स्थानांतरित कर सकते हैं तो इसलिए qmax को केवल h द्वारा समग्र प्रवाहकीय ऊष्मा परिवहन क्षेत्र में Tb से गुणा किया जाता है जो आधार तापमान है इसलिए अधिकतम संभव दर है तो ध्यान दें कि यह अधिकतम संभव दर है लेकिन वास्तव में आप वास्तव में क्या हासिल करेंगे जाहिर है इससे कम हो तो यह अधिकतम संभव है और इसलिए 1 क्षमता को परिभाषित कर सकता है क्योंकि qf hAs गुणा Tb माइनस Tअनंत है तो यह A फिन की क्षमता है वास्तव में इस समस्या के लिए क्षमता इतनी होगी दूसरे प्रकार की सीमा स्थिति के लिए जहां यह एक स्थिरोष्म मामला है तो बस hk परिधि के वर्गमूल द्वारा Ac गुणा थीटा b टैनh mL h गुणा a s गुणा थीटा बी कुछ भी नहीं है लेकिन Tb माइनस T अनंत है तो यह वह प्रतिस्थापन है जो हमने अवकल समीकरण को हल करते समय किया था तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन टैनh mL mL करने पर क्या होता है जब l के बराबर 0 होता है जब L 0 के बराबर होता है तो टैनh mL mL क्या होता है जब L 0 होता है तो टैन हाइपरबॉलिक क्या होता है 0 तो यह 0 0 है तो यह क्या है ओह यह इतना आसान नहीं है आप कैसे जानते हैं कि यह 1 है जब आपके पास एक अनिश्चित प्रणाली है तो आप क्या करते हैं आप l अस्पताल शासन करते हैं तो आप पाएंगे कि eta f 1 के बराबर है जो कि स्पष्ट रूप से सहज है और इसका कारण यह है कि आप इसे समझ सकते हैं क्योंकि आपने कहा है कि फिन में अधिकतम तापमान केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब फिन का आकार 0 हो आप कभी नहीं कर सकते एक स्थिर तापमान प्राप्त करें जो आधार तापमान के बराबर है तो इसलिए क्षमता यदि आपके पास आधार क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है जो ऊष्मा को परिवहन के लिए पर्याप्त है जितना कि परिवहन के लिए आवश्यक है तो क्षमता 1 होगी लेकिन यह एक यथार्थवादी मामला नहीं है यह सिर्फ है काल्पनिक आपके द्वारा डिज़ाइन किया गया नंबर तो जिसका अर्थ है कि जैसे L अनंत तक जाता है eta f 0 पर जाता है जो सही है तो ऐसा नहीं है कि आप एक लंबा फिन डिजाइन करते हैं और आपके पास बहुत अधिक ऊष्मा परिवहन होगा तो यह पूरी तरह से काउंटर सहज ज्ञान युक्त है इसलिए हालांकि सहज रूप से आप अनुमान लगाएंगे कि मैं एक बहुत लंबा फिन डिजाइन करता हूं और मैं उतना ही ऊष्मा परिवहन हासिल कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं कि यह वास्तव में सच नहीं है और क्षमता बहुत खराब होने का कारण यह है कि जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाते हैं ड्राइविंग बल लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि आपके पास 2 प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ हो रही हैं एक कन्डक्शन है और दूसरी कन्वेक्शन है तो ड्राइविंग बल जो वास्तव में क्षमता को 0 होने के लिए मजबूर कर रहा है